यदि विद्यमान हैं तो गुड फंक्शनस अब्सोल्यूटली कंटिन्यूस होते है कंटिन्यूटी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से ज्यादा प्रभावशाली रेगुलर सीक्वेंसेस गुड फंक्शनस की सीक्वेंस रेगुलर होती है यदि किसी गुड फंक्शन के लिए विद्यमान हो उदाहरण के लिए हम अगले मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं अब मैं रेगुलर सीक्वेंस दूसरी धारणा परिभाषित करूंगा तो रेगुलर सीक्वेंस से मेरा क्या अभिप्राय है गुड फंक्शन की सीक्वेंस को मैं से निरूपित करता हूं गुड फंक्शन की सीक्वेंस रेगुलर है यदि किसी गुड फंक्शन g के लिए मेरे पास निम्न इंटीग्रल विद्यमान है यदि मैं गुड फंक्शन g के संदर्भ में इंटीग्रेट कर सकता हूं यदि मैं फंक्शंस के सीक्वेंस को इंटीग्रेट कर सकता हूं और वे विद्यमान हो तो इस सीक्वेंस को हम रेगुलर फंक्शनस का सीक्वेंस कहते हैं आपको उदाहरण देने के लिए यदि मेरे पास यह फंक्शन है जो कि से दिया जाता है जहां 𝜙 मेरा गुड फंक्शन है तो मुझे क्या मिलता है इंटीग्रल में हमारे g's 𝜙 है व्यापक रुप में हम इसे g कहते हैं अतः dx का मान मुझे के बराबर मिलता है अतःयह दो गुड फंक्शन का इंटीग्रल है दो गुड फंक्शनस के गुणनफल का इंटीग्रल भी विद्यमान होगा और मुझे यहां पर यह भी उल्लेख करना है कि यह इंटीग्रल लिमिट में विद्यमान होना चाहिए और की ओर अग्रसर होना चाहिए तो इस लिमिट में क्या होता है इस उदाहरण में जैसे ही मैं लिमिट लेता हूं इंटीग्रल 0 की ओर जाता है अतः जैसे मेरा n इंटीग्रल क्योंकि इंटीग्रल में न्यूमैरेटर विद्यमान है क्योंकि यह दो गुड फंक्शन का गुणनफल है इसीलिए मुझे समतुल्यता परिभाषित करने की आवश्यकता है मैं इस व्यंजक को व्यंजक IV कहता हूं अब से मैं इस व्यंजक को व्यंजक IV कहूंगा गुड फंक्शन के दो सीक्वेंसेस समतुल्य होते है यदि व्यंजक IV का अस्तित्व है और दोनों सीक्वेंसेस के लिए बिल्कुल समान है जनरलाइज्ड फंक्शन उनके गुड फंक्शनस के इंटीग्रल पर क्रियाशीलता के संदर्भ में परिभाषित किए जाते हैं यदि 'f' एक साधारण सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो साधारण के समतुल्य जनरलाइज्ड फंक्शन गुड की सीक्वेंस है किसी गुड फंक्शन g के लिए अतःगुड फंक्शन के दो सीक्वेंसेस समतुल्य है यदि व्यंजक IV का अस्तित्व है और दोनों सीक्वेंस के लिए बिल्कुल समान है जब मैं रेगुलर फंक्शनस के दो सीक्वेंसेस की तुलना करूंगा तो मैं उनके संगत इंटीग्रल की तुलना करूंगा जोकि व्यंजक IV से परिभाषित है तब मुझे जनरलाइज्ड फंक्शन मिलता है यह वह है जिसे मैं शुरू करने से पहले परिभाषित करना चाहता हूं मैं जनरलाइज्ड फंक्शनस को f से निरूपित करता हूं और जनरलाइज्ड फंक्शन उनके गुड फंक्शनस के इंटीग्रल पर क्रियाशीलता के संदर्भ में परिभाषित किए जाते हैं मेरा उस से क्या अभिप्राय है मेरे पास यह फंक्शन f है और मैं ब्रैकेट के नोटेशन का उपयोग कर रहा हूं और यह इस तरह से परिभाषित है अतः यह f g वास्तव में है अब क्योंकि मेरे पास यह जनरलाइज फंक्शन है इसीलिए जनरलाइज्ड फंक्शन भी गुड फंक्शन की रेगुलर सीक्वेंस है अतः मैं f के स्थान पर lim n रखता हूं अतः यह गुड फंक्शनस के सीक्वेंसेस हैं यह भी lim n के बराबर हैं तो मेरी g पर f की क्रिया g पर के लिमिटिंग सेन्स से परिभाषित है मैं अपने जनरलाइज्ड फंक्शन इस तरह परिभाषित करता अब मैं आखरी में सामान्य फंक्शन का परिचय देता हूं साधारण फंक्शनस f रेगुलर फंक्शनस ही हैं या हम यह कहें सिंगल वैल्यूड फंक्शनस है वे फंक्शनस जिनका उपयोग हम कैलकुलस में करते हैं मैं इसे साधारण फंक्शन से निरूपित करूंगा अतः यदि एक फंक्शन साधारण हैं तो मेरे पास एक समतुल्य जनरलाइज्ड फंक्शन है मुझे इन सभी नोटेशंस का उल्लेख करने दीजिए और मैं आपको यह बताऊंगा कि मैंने इन नोटेशंस का परिचय क्यों दिया अतः साधारण फंक्शन के समतुल्य जनरलाइज फंक्शन गुड फंक्शनस की ऐसी सीक्वेंस है जिसके लिए निम्न इंटीग्रल सत्य है तो मेरे पास है lim n यदि मेरे पास एक साधारण फंक्शन है और मैं उस साधारण फंक्शन का फूरिये ट्रांसफॉर्म ज्ञात नहीं कर पाता तो मैं यह करता हूं कि मैं साधारण फंक्शन ordinary function को निम्न सीक्वेंस का उपयोग करके जनरलाइज्ड फंक्शन के समतुल्य प्रस्तुत करता हूं और फिर मैं उस जनरलाइज्ड फंक्शन का फूरिये ट्रांसफॉर्म ज्ञात करता हूं और फिर मैं लिमिट लेता हूं और यह मुझे साधारण फंक्शन का जनरलाइज्ड सेंस में फूरिये ट्रांसफॉर्म देता है मैं आपको यह एक उदाहरण द्वारा दिखाता हूं Eg Unit function I defined by उदाहरण यूनिट फंक्शन I परिभाषित है गुड फंक्शन exp 4n की रेगुलर सीक्वेंस यूनिट फंक्शन को परिभाषित करती है जोकि जनरलाइज्ड फंक्शन है और साधारण फंक्शन f 1 के समतुल्य है उदाहरण हेविसाइड फंक्शन H जनरलाइज्ड समतुल्य है साधारण के अतः यदि मेरे पास एक यूनिट फंक्शन है तो मैं उसे I से निरूपित करता हूं और वह परिभाषित है से अतः यह एक आईडेंटिटी फंक्शन है और इसका नोटेशन यह है कि यह एक के साथ गुणनफल में है जहां g एक गुड फंक्शन है अब एक गुड फंक्शन की रेगुलर सीक्वेंस पर विचार कीजिए जोकि exp4n से दी जाती है यह मेरे रेगुलर सीक्वेंस को परिभाषित करती है यह मेरे यूनिट फंक्शन को परिभाषित करती है जो कि जनरलाइज्ड फंक्शन है और साधारण फंक्शन f1 के समतुल्य है यहां पर मैं f1 का फूरिये ट्रांसफॉर्म सरलता से ज्ञात कर सकता हूं फिर भी यदि मेरे पास एक फंक्शन है और मैं उसका फूरिये ट्रांसफॉर्म नहीं ज्ञात कर सकता तो विचार यह है कि मैं उसके संगत गुड फंक्शन की सीक्वेंस का उपयोग करूँ इस स्थिति में यह 1है और मैं इस सीक्वेंस का फूरिये ट्रांसफॉर्म ज्ञात कर सकता हूं और इंटीग्रल में लिमिट लेता हूं यह मुझे साधारण फंक्शन के संगत फूरिये ट्रांसफॉर्म देगा दूसरा समान उदाहरण हैवी साइड फंक्शन का है H निम्न जनरलाइज्ड फंक्शन से परिभाषित है Hg व्यापक रूप से गुड फंक्शन है यह हेविसाइड फंक्शन की परिभाषा का उपयोग करके से दिए जाते हैं अतः यह जनरलाइज्ड फंक्शन है जोकि साधारण फंक्शन H के समतुल्य है उदाहरण sgn यहां पर एक और उदाहरण है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसको हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं तो सिग्नम फंक्शन क्या है अतः सिग्नम फंक्शन निम्न तरह से परिभाषित है यह मेरा साधारण फंक्शन है और जनरलाइज्ड फंक्शन के समतुल्य है हम इसमें sgn का मान रखते हैं से 0 तक में sgn का मान 1 है अतः मेरे पास gdx है 0 से तक में sgn का मान 1 है अतः यह gdx बन जाता है इस साधारण फंक्शन के लिए समतुल्य जनरलाइज्ड फंक्शन की परिभाषा निम्न है तो यह गुड फंक्शन g पर की गई क्रिया है और यहां आप इस महत्वपूर्ण संबंध को जांच लें कि sgn वास्तव में 2 गुणा हैवी साइड फंक्शन यूनिट फंक्शन है मैं इस संबंध का उपयोग बहुत बार करूंगा मैंने गुड फंक्शन जनरलाइज फंक्शन good functiongeneralized function की धारणा का परिचय निम्न उदाहरण को समझाने के लिए दिया उदाहरण डिराक फंक्शन • 𝜹 − क्लासिकल फंक्शन नहीं है • जनरलाइज्ड सेंस generalized "sense" में परिभाषित है 𝜹1dx1 • ऐसा कोई साधारण फंक्शन नहीं है जिसका जनरलाइज्ड फंक्शन ऊपर परिभाषित हो • f 𝜹x − a f 𝜹x − a • x 𝜹 0 • 𝜹x − a 𝜹a − x • H 𝜹 डिराक डेल्टा फंक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसके लिए हमारे पास फूरिये ट्रांसफार्म की सही परिभाषा नहीं है डिराक डेल्टा फंक्शन क्या है हम में से बहुत लोगों को पता है की डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है यह एक क्लासिकल फंक्शन नहीं है जबकि यह बहुत बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अप्लाइड मैथमेटिक्स physicschemistrybiologyapplied mathematics में बहुत बार उपयोग किया जाता है यह एक क्लासिकल फंक्शन नहीं है और मैं इसे सिर्फ जनरलाइज्ड सेंस में परिभाषित कर सकता हूं अतः इसे सिर्फ जनरलाइज्ड सेंस में परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि मुझे पता है 𝜹1dx1 यहां मेरा 1 गुड फंक्शन है अतः जनरलाइज्ड सेंस में मेरा डेल्टा फंक्शन वह फंक्शन है जिसे परिभाषित किया जा सकता है और ऐसा कोई साधारण फंक्शन नहीं है जिसका जनरलाइज्ड फंक्शन परिभाषित हो तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरा डेल्टा फंक्शन स्पष्ट रूप से परिभाषित है और हम सभी को पता है की डेल्टा फंक्शन क्या है डेल्टा फंक्शन किसी विशेष बिंदु पर ∞ की हो जाता है और 0 पर अन्यथा लेकिन यह क्लासिकल सेंस में फंक्शन नहीं है यह केवल जनरलाइज्ड सेंस में इस इंटीग्रल द्वारा परिभाषित है ऐसा कोई साधारण फंक्शन नहीं है जिसका समतुल्य जनरलाइज्ड फंक्शन परिभाषित हो अब हम सभी डेल्टा फंक्शन के कुछ प्रगुणो से परिचित हैं मुझे फिर से डेल्टा फंक्शन के कुछ प्रगुण समझाने दीजिए यह प्रगुण जनरलाइज्ड सेंस में परिभाषित है तो एक प्रगुण यह कहता है की मान लीजिए आपके पास फंक्शन है मान लीजिए गुड फंक्शन गुना 𝜹 जिसे हम f𝜹 के बराबर भी लिख सकते हैं आप फिर से इस समतुल्यता को देखिए मुझे इस समतुल्यता को जनरलाइज्ड सेंस में देखना है उस इंटीग्रल में जिसे मैंने यह परिभाषित किया है डेल्टा फंक्शन का दूसरा प्रगुण यह है x𝜹 का मान 0 है तो 𝜹 एक इवन फंक्शन है अतः 𝜹 बराबर है 𝜹 के और अंततः मेरे हेविसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव डेल्टा फंक्शन है मैं यह बाद में सिद्ध करूंगा यह कुछ प्रगुण हैं जिनको मैंने समझाया 𝜹 फंक्शन को हम साधारण फंक्शन के सीक्वेंस की लिमिट मान सकते हैं यानी कि इस से पहले कि मैं आगे बढूं मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं अपने डेल्टा फंक्शन को निम्न साधारण फंक्शन की लिमिट में एप्रोक्सीमेट कर सकता हूं तो मैं अपने डेल्टा फंक्शन को हमेशा इस सीक्वेंस की लिमिट में एप्रोक्सीमेट कर सकता हूं यह सीक्वेंस क्या है यह सीक्वेंस हे जोकि लिमिट n टेडिंग टू ∞ है यह एकल फंक्शन परिभाषित है से अतःजैसे ही मेरी लिमिट n अग्रसर होती है ∞ की ओर मेरा डिराक डेल्टा फंक्शन की ओर अग्रसर होता है अतः या तो मैं मेरे डेल्टा फंक्शन को इस सीक्वेंस से प्रदर्शित कर सकता हूं या फिर मैं डेल्टा फंक्शन को जनरलाइज्ड सेंस में यानी कि इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन से प्रदर्शित कर सकता हूं तो मुझे डेल्टा फंक्शन की कुछ स्थितियों और कुछ प्रगुणओ को समझाने दीजिए जोकि फूरिये ट्रांसफार्म पर लागू होती है विशेष स्थिति में यदि मुझे डेल्टा फंक्शन का फूरिये ट्रांसफार्म ज्ञात करना है मान लीजिए डेल्टा x का फूरिये ट्रांसफार्म यदि मैं परिभाषा का उपयोग करना चाहता हूं तो यह 𝜹dx बन जाता है ∞ से ∞ सिर्फ एक ही ऐसा बिंदु है जहां पर डेल्टा फंक्शन का मान धनात्मक अशून्य और वह मान x0 पर 1 है तो अब मेरे पास सिर्फ बचा है अतः इंटीग्रल 1 है इसके विपरीत यदि मुझे का फूरिये इनवर्स ज्ञात करना होता तो वह मेरा डेल्टा फंक्शन होता मैं इसे निरूपित इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि विशेष रुप से यह परिभाषा अक्सर फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में प्रयोग की जाती है डेल्टा फंक्शन की परिभाषा फूरिये ट्रांसफॉर्म् के इनवर्स रूप में तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 𝜹 का समतुल्य जनरलाइज फंक्शन गुड फंक्शन के लिए जनरलाइज्ड फंक्शन का डेरिवेटिव f ′ मुझे जनरलाइज्ड फंक्शन के कुछ और प्रगुण बताने दीजिए यदि मेरे पास समतुल्य जनरलाइज्ड फंक्शन है तो मैं आपको डेल्टा फंक्शन का समतुल्य जनरलाइज्ड फंक्शन दिखाऊंगा इसका मतलब यह हुआ कि मुझे इस गुड फंक्शन के रूप में परिभाषित करना पड़ेगा अतः गुड फंक्शन g के लिए मेरे पास 𝛿gdx का मान 0 पर g है यह मेरा डेल्टा फंक्शन के समतुल्य जनरलाइज्ड फंक्शन है मान लीजिए मैं इसे f' से निरूपित करता हूं तो फिर से ब्रैकेट नोटेशन का उपयोग करके और मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रयोग करता हूं g को मैं पहला फंक्शन मानता हूं और f' को दूसरा फंक्शन तो मुझे मिलता है अब यह तथ्य है कि फंक्शन अब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है क्योंकि नहीं तो फूरिये ट्रांसफॉर्म् परिभाषित नहीं होता यह अंतिम बिंदु ∞ और ∞ पर लुप्त हो जाता है क्योंकि ये अब्सोल्युटली इंटीग्रेबल फंक्शन है तो मुझे पता चलता है कि यह ऋणात्मक है यदि मुझे जनरलाइज फंक्शन का डेरिवेटिव हल करना होता तो यह ऋणात्मक गुना ब्रैकेट ऑपरेटर जोकि गुड फंक्शन के डेरिवेटिव पर ऑपरेट करता होता मैं यह इसीलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास दूसरा उदाहरण है

प्रदर्शित कीजिए H 𝜹 हल अतः यदि मुझे यह उदाहरण सिद्ध करना है तो मुझे यह दिखाना होगा कि मेरे हैवी साइड फंक्शन का डेरिवेटिव डेल्टा फंक्शन है तो यह कैसे सिद्ध किया जाए ध्यान दीजिए यदि मुझे ब्रैकेट नोटेशन का प्रयोग दोबारा करना हो तो हेविसाइड फंक्शन का हेवी डेरिवेटिव गुड फंक्शन पर प्रयुक्त होगा तो यह 𝜙'dx है और फिर से मेरी परिभाषा जिसका प्रयोग हम पहले भी कर चुके हैं यह 𝜙dx होगा मेरी हैवी साइड फंक्शन की परिभाषा का प्रयोग करके यह 𝜙'dx बन जाता है अब यह 𝜙 का डेरिवेटिव है और यह 𝜙 का इंटीग्रल तो यह सरल इंटीग्रेशन 𝜙'dx है इसको हल करने से मुझे 𝜙 मिलता है और 𝜙 ∞ लुप्त हो जाता है क्योंकि यह एक गुड फंक्शन है तो मुझे 𝜙 मिलता है जो कि और कुछ नहीं लेकिन डेल्टा फंक्शन जो 𝜙 पर ऑपरेट करता है पता है मेरे पास 〈H′ 𝜙 〉बराबर है 〈𝜹𝜙〉के इसका मतलब यह हुआ की जनरलाइज्ड सेंस में H′ 𝜹 है मेरे पास एक और उदाहरण है जो मैं चाहता हूं आप समझे उदाहरण लेम्मा 1गुड फंक्शन का फूरिये ट्रांसफॉर्म विद्यमान है लेम्मा 2 गुड फंक्शन का फूरिये ट्रांसफॉर्म गुड फंक्शन होता है लेम्मा 3 जनरलाइज्ड फंक्शन का फूरिये ट्रांसफॉर्म विद्यमान है आप जांच सकते हैं कि x की अब्सोल्युट वैल्यू का डेरिवेटिव x गुणा sgn होता है हम यहां पर अपना गुणा नियम प्रयोग कर सकते हैं लेकिन सावधानी के साथ तो यह होता है sgn का मान होता है तो अंततः यह 2 H′ I′ sgn होता है आप यह जांच सकते हैं की I′ शून्य और H′ का मान 𝛿 होता है तो मुझे 2 𝛿 x sgn मिलता है और मुझे डेल्टा फंक्शन के प्रगुण से पता है 𝛿x का मान शून्य होता है का डेरिवेटिव sgn मिलता है अब मुझे कुछ महत्वपूर्ण लेम्मा समझाने के बाद इस व्याख्यान को समाप्त करने दीजिए पहला लेम्मा यह है कि गुड फंक्शन का फूरिये ट्रांसफॉर्म विद्यमान है दूसरा लेम्मा या परिणाम यह है कि गुड फंक्शन का फूरिये ट्रांसफॉर्म गुड फंक्शन होता है मैं ये लेम्मा आपको इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये आपको ऑर्डिनरी फंक्शन का फूरिये ट्रांसफार्म ज्ञात करने में सहायता करेंगे जहां आपको ज्ञात करने में कठिनाई होगी अतः इन्हें गुड फंक्शन के रूप में प्रस्तुत कीजिए और एक आख़िरी परिणाम जो यह बताता है कि यदि मेरे पास गुड फंक्शन का फूरिये ट्रांसफॉर्म है तो समतुल्य जनरलाइज्ड फंक्शन का फूरिये ट्रांसफॉर्म भी विद्यमान होगा तो यदि आप यह सिद्ध करते हैं की गुड फंक्शन का फूरिये ट्रांसफॉर्म विद्यमान है तो समतुल्य जनरलाइज्ड फंक्शन भी विद्यमान है मैं इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करता हूं